सभी को नमस्कार तो आज के तथा अगले व्याख्यान में मैं एक नये ट्रांसफोर्म का परिचय दूँगी जो की है वेवलेट ट्रांसफोर्म अब रोचक बात यह है की वेवलेट्स का परिचय किसी गणितज्ञ द्वारा नहीं बल्कि अभियंताओ द्वारा किया गया तथा यह इस तरह के एक महत्वपूर्ण ट्रांसफोर्म का उदाहरण है जो कि सैद्धान्तिक आवश्यकताओ के कारण नहीं बल्कि प्रयोगिक उपयोगों तथा अभियांत्रिकी तथा विज्ञान के क्षेत्र कि प्रयोगिक आवश्यकताओ वाली समस्याओ को हल करने के लिए अस्तित्व में आया तो वेवलेट्स के महत्व के लिए मैं बस यह कहना चाहती हूँ कि वेवलेट्स ने विज्ञान तथा अभियांत्रिकी के बहुत से क्षेत्रों जैविक चिकित्सा औषधि संकेत प्रसंस्करण तथा अन्य कई में क्रांति ला दी थी तो चलिए मैं वेवलेट ट्रांसफोर्म पर अपनी चर्चा को शुरू करती हूँ तो इससे पहले मैं वेवलेट्स के प्रयोगो पर पुनः ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूँ तो वेवलेट्स के बहुत से प्रयोग है संकेत प्रसंस्करण के क्षेत्र से शुरू कर के खगोल भौतिकी सांख्यिकी संचार में तस्वीर प्रसंस्करण में या प्रतिरूप अभिज्ञान सन्निकटन सिद्धान्त में क्वांटम यान्त्रिकी में प्रकाशिकी में तो आप देख सकते है कि उन क्षेत्रों कि एक सूची है जहां वेवलेट्स का प्रयोग होता है साथ ही हमारे पास हैं जैविक चिकित्सा अभियांत्रिकी प्रतिचयन सिद्धान्त आव्यूह सिद्धान्त पेट्रोलियम अभियांत्रिकी विषेशरूप से वेवलेट्स का प्रयोग पेट्रोलियम अभियांत्रिकी में कुवों के कटाव के विभाजन को अभिलेखित करने में होता हैं तो हम देख सकते है कि वेवलेट्स लगभग सभी क्षेत्रों में फेला है विज्ञान तथा अभियांत्रिकी में जो कि हम सोच सकते है तथा चलिए मैं ध्यान दिलवाती हूँ कि वेवलेट्स के इन सभी अनुप्रयोगो कि शुरुआत 1980 में हुई थी तथा वहाँ से आगे बढ़ते हुए 90 में तथा 2000 में तो चलिए मैं अपनी चर्चा कि शुरुआत यह बताने से करती हूँ कि वेवलेट्स क्या है तो वेवलेट्स एक छोटी तरंग जैसे धड़कन कि तरह हैं यह छोटी तरंगो जैसे दोलन या धड़कन कि तरह होती हैं तो यह ट्रांसफोर्म के निर्माण कारक हैं तो जब हम वेवलेट ट्रांसफोर्मस का निर्माण करते है यह पूरी तरह से इन वेवलेट्स के प्रयोग से मानकीय समाकलों के बारे में हैं तो चलिए मैं आपको इस क्षेत्र में हो रहे विकास को प्रदर्शित करना जारी रखती हूँ तथा व्याख्यान के दौरान हम परिणामो तथा प्रमेयो के रूप में हो रहे कुछ तात्कालिक विकास कि भी चर्चा करेगे तो वेवलेट्स कि शुरुआत 80 में कुछ अभियंताओ द्वारा कुछ भौगोलिक अभियंताओ द्वारा हुई थी तो रोचकरूप से यह गणितज्ञों द्वारा नहीं अभियंताओ द्वारा विकसित किया गया तो आलेख सूची में सब से पहले व्यक्ति 1982 में जीन मोरलेट हैं मोरलेट भूभौतिकी अभियंता थे तथा एलेक्स ग्रोसमान जो की सेद्धांतिक भौतिकीविद थे इनकी अवधारणा के साथ से इस क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ हुआ तो क्षेत्र की शुरुआत इन दोनों वैज्ञानिकों द्वारा रखी गई प्रारम्भिक अवधारणाओं से हुई थी तो इन्होने जटिल अभियांत्रिकी संक्रियाऐ प्रदर्शित करने के लिए वेवलेट्स की अवधारणा से परिचय करवाया अगला बड़ा विकास 1985 में हुआ एक विशुद्ध गणितज्ञ यवेस मेयर द्वारा यवेस मेयर ने वेवलेट्स तथा आवृति कलन में संबंध को देखा तो यह वैज्ञानिक यह पहचानने में सफल रहे की यह वेवलेट किस तरह से आवृति कलन के विशेष क्षेत्र को प्रभावित करता है तो आवृति कलन तथा मोरलेट कलन विधि के मध्य संबंध को स्थापित किया गया जिसकी शुरुआत जीन मोरलेट द्वारा की गई थी तो इसके बाद भी कुछ अन्य विकास के कार्य हुए जिनके विवरण में मैं नहीं जाऊँगी परंतु मैं 1985 से 1988 के मध्य हुए कुछ बड़े महत्वपूर्ण मील के पत्थरो पर जरूर प्रकाश डालना चहुंगी तथा इन तीन व्यक्तियों मेयर लमरिए तथा मल्लाट के कुछ विशेष कार्य हैं यह सभी फ्रांस के वैज्ञानिक थे इन्होने ओर्थोनोर्मल वेवलेट की शुरुआत की थी हम अपनी चर्चा में यह भी देखेगे की किस प्रकार ओर्थोनोर्मल वेवलेट्स को बना सकते हैं तथा इसके बाद अगली बड़ी उपलब्धि 88 में बेल्जियम के गणितज्ञ की है जिनका नाम डौबेचीस था तो डौबेचीस ने शुरुआत की डौबेची वेवलेट्स की जो किसी दिये हुए क्रम के सांतत्य या क्रम की अवकलनीयता के ओर्थोगोनल वावेलेट्स हैं तो यह दी गई समतलता के क्रम में विशेष प्रकार का ओर्थोगोनल वेवलेट है मेरे द्वितीय व्याख्यान में मैं डौबेचीस द्वारा दिये गए कुछ ओर वेवलेट्स पर प्रकाश डालुंगी जैसे द्वितीय तथा चतुर्थ प्रकार के ओर्थोनोर्मल वेवलेट्स तो यह कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव थे चलिए मैं कुछ ओर पड़ावो पर प्रकाश डालती हूँ हालांकि बहुत सा कार्य 80 के शुरुआत से बाद तक मे हुआ परंतु यह देखा गया की इन सभी विकसो के बाद भी सममित तथा ओर्थोगोनल वेवलेट्स को बनाना बहुत कठिन था इस क्षेत्र में कुछ कार्य 90 की शुरुआत में किया गया तो यह देखा गया की सममित ओर्थोगोनल वेवलेट्स या ओर्थोगोनल कोंपक्ट्ली सपोर्टेड वेवलेट्स को बनाना बहुत कठिन था तो जब में सपोर्ट कहती हूँ तो मेरा अर्थ होता है एक उपप्रांत जहां वेवलेट्स परिभाषित हो तो जब मैं कोंपक्ट्ली कहती हूँ तो इसका अर्थ हुआ की वावेलेट्स वास्तविक या सम्मिश्र समतल में एक विशेष उपप्रांत में परिभाषित हैं कोहेन ने 1992 में ओर्थोगोनल वेवलेट्स पर कुछ प्रारम्भिक कार्य किया था तथा उसके बाद चुइ तथा वांग ने भी इसी तरह की शुरुआत की थी यह सभी कार्य 90 के दशक की शुरुआत में हुआ था तथा इन दो वैज्ञानिको ने स्पलिने वेवलेट्स की शुरुआत की जो कि अर्द्ध ओर्थोगोनल वेवलेट्स थे तो स्पलिने वेवलेट्स अर्द्ध ओर्थोगोनल वेवलेट्स हैं तथा अगला उल्लेखनीय उल्लेख है रूसी वैज्ञानिक बेयल्किन तथा कोइफमान्न का तो 1991 में इन्होने बहू आयामी वेवलेट्स कि शुरुआत कि तो हम एक विशेष स्थिति के बहू आयामी वेवलेट्स भी पढ़ेगे जिसे डौबेचिए वेवलेट्स के नाम से जाना जाता हैं मैं कुछ क्रमागत उन्नति पर प्रकाश डालूँगी शुरुआती उन्नति के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण परिणामो तथा उसके बाद मैं डौबेचिएस वेवलेट्स का परिचय दूँगी तो चलिए मैं वेवलेट की परिभाषा से शुरुआत करूंगी तथा साथ ही वेवलेट्स के सिद्धांत से भी अवगत करवाऊँगी तो मैं संतत् वेवलेट्स से शुरुआत करूंगी तथा इस व्याख्यान में आगे विविक्त वेवलेट पर आएगे अभी तक हमने भिन्न भिन्न प्रकार के समाकल ट्रांसफोर्मस देखे है मैंने देखा है की समाकल ट्रांसफोर्मस निम्न प्रकार के संकारक से परिभाषित किये जाते है Kx y हम इस विशेष फलन को समाकलन प्रांत का कर्नल कहते है तो हमने समकल ट्रांसफोर्मस में विभिन्न प्रकार के कर्नलस को देखा हैं विशेषरूप से यदि मानिए की मेरा कर्नल निम्न त्रिकोणमितीय फलन है तो मुझे पता है कि यह मेरी फुरियर ट्रान्स्फ़ोर्म कि स्थिति हैं तो इसकी पहले ही काफी विस्तार मे चर्चा कि जा चुकी हैं तो चलिए इस विशेष फलन को कहती हूँ इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि इस फलन e ix का मापन कारक y हैं तो हम देखते है कि इस विशेष ट्रान्स्फ़ोर्म के लिए हमारे पास निम्न कर्नल हैं तो अब वेवलेट्स कि स्थिति में हमारे पास कर्नल चुनने कि पूरी आजादी है अर्थात् भिन्न भिन्न स्थितियों के आधार पर हम अपना विशेष प्रकार का वेवलेट्स या कर्नल चुन सकते है तो चलिए मैं सामान्य फलन से शुरुआत करती हूँ जो कि वर्गीय समाकलनीय है तथा मैं प्रदर्शित करूंगी कि वेवलेट ट्रान्स्फ़ोर्म को कैसे बनाते हैं तो किसी फलन पर ध्यान दीजिए यह R पर वर्गीय समाकल्य हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि का निम्न समाकलन परिमित हैं तो समाकल्य है तो चलिए इस फलन के मापक रूप पर ध्यान देते हैं तो मापक फलन जहां मेरे पास a मापक मापदंड तथा b परिवर्तनकारी मापदंड हैं तो मैंने मापन किया तथा मैंने मेरे फलन को क्रमशः अचरो a तथा b से परिवर्तित कर दिया हैं तब उपयुक्त प्रतिबंधों के अंतर्गत जो कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगी मैं हमेशा संतत वेवलेट ट्रान्स्फ़ोर्म को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकती हूँ यहाँ मैंने वेवलेट ट्रान्स्फ़ोर्म को इस बड़े W से प्रदर्शित किया हैं तो तो यदि मुझे एक उपयुक्त फलन जो वर्गीय समाकल्य है तथा साथ ही कुछ अन्य प्रतिबंध दिये गए है मैं हमेशा इस परिभाषा I से संतत् वेवलेट ट्रान्स्फ़ोर्म बना सकती हूँ ध्यान दीजिए कि मैंने इस फलन का संयुग्मी लिया हैं सामान्य रूप से मैं यह एक सम्मिश्र फलन हो सकता है तथा हम संयुग्मी ले सकते हैं तो आगे बढ़ाने से पहले यह जनक वेवलेट कहलाता है या इसे विश्लेषक वेवलेट्स भी कहते हैं तो साई को भी जनक वेवलेट या विश्लेषक वेवलेट कहते हैं अब इस प्रश्न में इस परिभाषा में सबसे पहले जो सवाल उठता है वह है कि उपयुक्त मान क्या है या उपयुक्त फलन क्या हैं जोकि मेरे संतत् वेवलेट ट्रान्स्फ़ोर्म को उल्लेखित करने के उपयोग किया जाएगा तो इसका अर्थ होता है कि दिये गए के लिए मैं परिभाषित करती हूँ अब या एक समतुल्य प्रश्न जो कि पूछा जाना चाहिए वह है क्या मेरे फलन f को मेरे वेवलेट फलनो से पुनः बनाया जा सकता है तो क्या प्रतिलोम उपयुक्त तरह से ज्ञात किया जा सकता है ताकि मुझे मेरा मूल फलन पुनः प्राप्त हो सकता हैं तो इसका जवाब देने के लिए मुझे एक ओर परिभाषा को बताना होगा तो चलिए मैं वेवलेट्स कि परिभाषा देती हूँ यह ऐसा है कि मेरी वेवलेट्स कि परिभाषा में प्रत्येक फलन सम्मिलित नहीं होते केवल वह विशेष फलन जिन्हे मैं यहाँ बताने वाली हूँ उन पर ही ध्यान दिया जाएगा तो वेवलेट से हमारा अर्थ होता हैं एक फलन जो कि सम्पूर्ण वर्गीय समाकल्य है ie इस प्रकार जहां यह टोपी इस जनक वेवलेट के फुरियर ट्रान्स्फ़ोर्म को प्रदर्शित करती हैं तो वेवलेट से मेरा अर्थ उन सभी वर्गीय समाकलनीय फलनो से है जिसके लिए यह विशेष समाकलन परिमित होता है जहां तो यह मेरे वेवलेट फलन का फुरियर ट्रान्स्फ़ोर्म हैं तो यदि मुझे दिया गया हैं कि वेवलेट फलन वर्गीय समाकल्य है इसका यह भी अर्थ हुआ कि इस फलन के मापक तथा परिवर्तित रूप भी वर्गीय समाकल्य होगे इसकी आसानी से जांच कि जा सकती हैं तो इससे मेरे कहने का अर्थ क्या है की इस फलन का L2 नोर्म मापक रूप के L2 के बराबर होगा तो यह दोनो नोर्म L2 बोध में वर्गीय समाकल्य बोध में बराबर हैं तो ध्यान दीजिए की के फुरियर ट्रान्स्फ़ोर्म को इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं हम देखते है कि वेवलेट के फुरियर ट्रान्स्फ़ोर्म को मापक वेवलेट के इस समाकल से ज्ञात कर सकते हैं चलिए मैं इस व्यंजक को II कहती हूँ तो यदि मुझे इस व्यंजक को ज्ञात करना हैं तो चलिए मैं इस मापक को एक अन्य उपयुक्त चर t तथा परिवर्तन चर से प्रतिस्थापित कर देती हूँ तो मैं नया चर चुनती हूँ मैं देखती हूँ की मेरा समाकलन निम्न प्रकार होगा तो हम इस सभी परिणामो का प्रयोग करेगे जब हम वेवलेट्स के कुछ विशेष उदाहरणो को देखेगे तो चलिए में पहले उदाहरण से शुरू करती हूँ तो जो पहला उदाहरण मैं देना चाहती हूँ वह प्रसिद्ध हार वेवलेट्स हैं हार वेवलेट्स सीढ़ी फलन है जिसका अर्थ हुआ की वेवलेट्स निम्न मान के रूप में परिभाषित होता हैं तो यह मेरे वेवलेट फलनो के मान है तथा यदि आपको इस फलन को बनाना हो तो मैं देखती हूँ की यहाँ एक सीढ़ीनुमा फलन है तथा सीढ़ी x12 पर हैं x2 पर 1 से 1 पर एक अचानक परिवर्तन है तो यह मेरा हार वेवलेट हैं अब चलिए देखते है की इस हार वेवलेट का फुरियर ट्रान्स्फ़ोर्म क्या हैं तो फुरियर ट्रान्स्फ़ोर्म है तो तब चलिए जांच करते है की का वर्गीय समाकलन क्या है यह देखने के लिए की यह वेवलेट है या नहीं तो छात्रो से आशा की जाती है की वह निम्न उदाहरण की जांच करेगे यह देखना आसान है की हार ओमेगा के बड़े से बड़े होते जाने पर परिबद्ध हैं तो यह समाकलन परिमित हैं तो मैं देख सकती हूँ की अन्तस्पर्शीय सीमा पर मेरा के समानुपाती होता हैं हम देखते है की इस सीमा में जब अनंत की ओर जाता है के बड़े मानो के लिए मैं देख सकती हूँ की के समानुपाती होता हैं अब चलिए में आपको दिखाती हूँ की यह ट्रान्स्फ़ोर्म केसा दिखता हैं के ट्रान्स्फ़ोर्म का निरपेक्ष मान हैं हार वेवलेट बनाम ट्रान्स्फ़ोर्म मापदंड मैं देख सकती हूँ की वेवलेट की प्रथम क्रम की असांतत्यता 0 पर हैं अब ध्यान दीजिए की ट्रान्स्फ़ोर्म समतल में इस वेवलेट का ह्रास क्रम का हैं तो ह्रास की दर जो मैंने बताए है वह हैं तो वेवलेट में यह बहुत धीमा ह्रास हैं अब हम चाहते है की इस ट्रान्स्फ़ोर्म के लिए ह्रास की दर बहुत अधिक हो तो इसका अर्थ हुआ की हार वावेलेट का ह्रास बहुत धीमे है तथा इसका कारण मूल वावेलेट ट्रान्स्फ़ोर्म में असांतत्यता हैं तो यहाँ असांतत्यता है तथा असांतत्यता के कारण मैं देख सकती हूँ की ट्रान्स्फ़ोर्म समतल में ह्रास की दर बहुत कम है तथा इसे ट्रान्स्फ़ोर्म में कमजोरी माना जाता हैं तो बाद में मैं आपको ट्रान्स्फ़ोर्म की एक विशेष स्थिति प्रदर्शित करूंगी डौबेचिएस ट्रान्स्फ़ोर्म जहां मैं जितने चाहे अवकलों को 0 कर के जैसा की मैं बनाना चाहती हूँ इस कमजोरी को हटा सकती हूँ तो यह विशेष वेवलेट के स्वतन्त्रता की कोटी हैं